कीवर्ड्स दबाव द्रव वाल्व पायलट दबाव भार चेक वाल्व प्रवाह नियंत्रण वाल्व नियंत्रण तो इन तीन प्रकार के पंपों को देखकर हम एक नज़र डालेंगे अब हम इस पर एक नज़र डालेंगे हमने यह देखा है कि द्रव को किस तरह से दबाया और दबाव बनाया जाएगा हमने मोटर को भी देखा है जो जहां दबावयुक्त द्रव हो सकता है एक घूर्णी गति पैदा कर सकता है हम एक अन्य प्रकार का एक्चुएटर देखेंगे जहां यह रैखिक गति बनाता है हमें मूल रूप से इन दो तरह की चीजों की जरूरत है कभी कभी हम स्थानांतरित कर सकते हैं मेरा मतलब है कि हम घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित कर सकते हैं आप लीड स्क्रू जैसी चीजों को जानते हैं लेकिन हम सिलिंडर का उपयोग करके प्रत्यक्ष रैखिक गति भी बना सकते हैं अब इन दोनों के बीच में पंप और एक्चुएटर के बीच जो कि मोटर हो सकता है या जो सिलेंडर हो सकता है द्रव को पास करना पड़ता है और वहाँ इसे विभिन्न तरीकों से गुजरना पड़ता है दबाव नियंत्रित होना होता है तो पंप से एक्चुएटर तक की यात्रा के मार्ग में विभिन्न प्रकार के घटकों को इसमें डालना होगा तो हमें विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है आमतौर पर हमें इसके लिए विभिन्न प्रकार के वाल्वों की आवश्यकता होती है और वाल्वों की एक प्रमुख श्रेणी को दिशात्मक वाल्व कहा जाता है किसका काम प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करना है इसलिए वह किस तरफ बढ़ेगा क्या यह आगे बढ़ेगा यह प्रवाह की दिशा है क्योंकि प्रवाह की दिशा गति की दिशा से बहुत संबंधित है अब हम विभिन्न तरीकों से गति बनाना चाहते हैं कभी कभी हम आगे और पीछे की गति बनाना चाहते हैं इसलिए यदि आप आगे और पीछे की गति बनाना चाहते हैं तो हमें प्रवाह की दिशा को अपने आप बदलना होगा तो इन वाल्वों का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के दिशात्मक वाल्व हैं हम इन तीनों को देखने जा रहे हैं इसलिए पहलावन वे चेक वाल्व है दूसरा टू वे वाल्व है और तीसरे को फोर वे वाल्व कहा जाता है तो पहला चेक वाल्व चेक वाल्व क्या करता है यह एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देगा लेकिन दूसरी दिशा नहीं और यह इसलिए आप देखते हैं कि यह कैसे बहुत सरलता से काम करता है यह निर्माण में से एक है वास्तव में विभिन्न प्रकार के चेक वाल्व हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के यांत्रिक डिजाइन बहुत जटिल हैं उन्हें बहुत सटीक विनिर्माण की आवश्यकता होती है और इसलिए विभिन्न निर्माण संभव हैं लेकिन हम मुख्य रूप से योजनाबद्ध तरीके से देखेंगे यह एक योजनाबद्ध है जहां हम उपयोग करते हैं बॉल टाइप चेक वाल्व हम विभिन्न प्रकार के पप्पेट चेक वाल्व का भी उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि यह एक स्प्रिंग है यह एक स्प्रिंग है और यह एक गेंद है यह वास्तव में एक गेंद है ठोस गेंद हो सकती है इसलिए क्या हो रहा है अगर प्रवाह दिशा में है तब गेंद को स्प्रिंग के साथ धकेला जाएगा और यह पानी होगा द्रव इससे होक बहेगा जैसे स्प्रिंग के माध्यम से लेकिन जब जब प्रवाह इस दिशा में होगा तब गेंद को धक्का दिया जाएगा यह दिशा और यह इस पोर्ट इस पोर्ट में सेटल हो के बंद कर देगी इसलिए द्रव इस दिशा से इस तरह नहीं बह सकता है जबकि यह इसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाह कर सकता है तो यह एक सिंबल है जो दर्शाता है कि प्रवाह दिशा है और इस तरह यह पारित नहीं हो सकता है एक तरह से जाँच वाल्व को देखने के बाद कभी कभी हमें वाल्वों की आवश्यकता होती है आप जानते हैं कि हम पायलट संचालित वाल्वों के एक मामले को प्रदर्शित करेंगे क्योंकि कभी कभी हम यह भी चाहते हैं कि सामान्य स्थिति में यह प्रवाह इसी दिशा में होगा लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रवाह को रिवर्स दिशा में भी बनाया जा सकता है इसलिए हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं इसलिए कभी कभी हम याद रखें कि ये सभी हाइड्रोलिक उपकरण वास्तव में ऑपरेटरों से काफी दूर हो सकते हैं जहां ऑपरेटर काम कर रहे हैं हो सकता है वे मशीन आदि के पास हैं इसलिए ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके द्वारा ऑपरेटर अपेक्षाकृत रिमोट एक्शन से संचालित हो सकता है आप वाल्व के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं इस कारण से पायलट संचालित वाल्व का उपयोग किया जाता है जहां बाहरी दबाव लागू करने से संभवतः एक दूरस्थ स्रोत कोई वाल्व के संचालन के तरीके को बदल सकता है हमें एक उदाहरण दें यहां आपके पास एक वाल्व है आप देख सकते हैं कि यह पोर्ट है और यह एकआप सदस्य को जानते हैं जो प्रवाह को नियंत्रित करता है यह एक स्प्रिंग है और यह एक सिलेंडर है जो इन दोनों को अलग करता है यह मेरा पायलट पोर्ट है और यह एक ड्रेन पोर्ट है आप जानते हैं इन वाल्वों में याद रखें कि मान लीजिए पंप एक लोड के माध्यम से तरल पदार्थ देने की कोशिश कर रहा है और लोड बढ़ रहा है अब मान लीजिए कि लोड यांत्रिक रूप से जाम हो जाता है तो क्या होने वाला है पंप तरल पदार्थ और भार को चलाने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए तरल पदार्थ तुरंत दबाए जाएंगे क्योंकि आप देखते हैं यह अपरिवर्तनीय है जिससे बहुत उच्च दबाव उत्पन्न होगा और उच्च दबाव वास्तव में बहुत हानिकारक हो सकता है वे खुल सकते हैं वे सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं वे फिटिंग में विस्फोट कर सकते हैं आदि इसलिए दबाव हमेशा इन सभी उपकरण में होना चाहिए अगर दबाव अचानक बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि यह अपरिमेय है इसलिए दबाव बहुत जल्दी उच्च मूल्यों तक बढ़ सकता है यदि कभी कभी जाम होता है तो इसलिए हमेशा ऐसे तंत्र होते हैं जोकि दबाव हो सकता है जारी करना होगा तो यहाँ एक है इसलिए यह तंत्र है तो अब क्या हो रहा है शुरू में तो यह भी एक छोटा सा हिस्सा है और यह पोर्ट है यह ठीक है तो शुरू में आम तौर पर क्या हो रहा है कि यह स्प्रिंग दबा रहा है इसलिए यह यह पोर्ट है ये वास्तव में ठोस भाग है आप जानते हैं कि यह खोखला हिस्सा है जहां द्रव मौजूद है ये ठोस भाग है धातु भाग है तो आम तौर पर यह है की यह वाल्व की स्थिति है वह क्या है जिसे स्टेम कहा जाता है इसलिए अब जब तरल पदार्थ यहां आ रहा है तो तरल पदार्थ धक्का दे रहा है और यह नीचे आ जाएगा अगर एक निश्चित मात्रा में दबाव होता है तो इस स्प्रिंग पर बल एक निश्चित मात्रा में होगा और बल पर काबू पा लिया जाएगा इससे द्रव प्रवाहित होगा यह सामान्य प्रवाह की दिशा है दूसरी ओर यदि यदि दबाव यहां बहुत अधिक हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि बल भी यहां हो तो बल पर इसलिए अब स्प्रिंग बल के कारण यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम्स देखें तो स्प्रिंग बल यहाँ है और दबाव बल यहाँ हैं इन पर भी तो अब अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहां दबाव स्प्रिंग को ऊपर ले जा सकता है तो इस स्थिति में यह इस को खोल देगा मान लीजिए कि द्रव इस तरह से नाली के माध्यम से बाहर निकलता है अब मान लीजिए अन्य मामलों में आप एक लागू करते हैं मान लें कि हम एक पायलट दबाव लागू करते हैं फिर क्या होगा वह बाद में आएगा इसलिए हम देख सकते हैं कि यदि हम द्रव प्रवाह को यहां लागू करते हैं तो द्रव इस दिशा में स्वतंत्र रूप से गुजरता है अब क्या होता है कि यह दूसरी दिशा में पारित नहीं हो सकता है क्यों इसमें पारित नहीं हो सकता है दूसरी दिशा क्योंकि अगर मैं दूसरी दिशा को चिह्नित करने के लिए रंग बदल दूंगा इसलिए यदि यदि द्रव अब शुरू होता है तो इस पोर्ट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो यह दबाया जायेगा और यह बंद हो जाएगा यह बंद हो जाएगा इसलिए द्रव इस दिशा में पास नहीं हो सकता है यही कारण है कि यह एक चेक वाल्व है दूसरी तरफ यदि आप कुछ परिस्थितियों में चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम इस वाल्व से बदलना चाहते हैं हम रिवर्स प्रवाह भी चाहते हैं तो उस स्थिति में हम यहां पायलट दबाव लागू कर सकते हैं यदि आप पायलट दबाव लागू करते हैं तब ये सारी चीज़ पायलट दबाव से नीचे आ जाएगी इसलिए यह बात अब मुझे लगता है कि हमारे पास एक आरेख है आपके पास पायलट दबावों के लिए एक अलग आरेख है तो हम यह दिखाएंगे इसलिए जब हमारे पास पायलट दबाव होता है तो यह पायलट पोर्ट होता है इसलिए आप पर दबाव पड़ता है इसलिए यह स्प्रिंग दबाया जाएगा और यह वास्तव में नीचे से बाहर आएगा संरेखित जैसा बिल्कुल नहीं शायद यहां पर कहीं इसलिए अब द्रव अब यह खुला है ये छिद्र खुलते हैं तो द्रव पास होगा और इनसे प्रवाहित हो सकता है ये खुले भी भर सकते हैं ये नाली में भी जा सकते हैं ठीक है इसलिए आप देखते हैं यह वैसे ही एक विशिष्ट पायलट संचालित चेक वाल्व है ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हमें प्रवाह दिशाओं को बदलने की आवश्यकता होती है इसलिए आमतौर पर हमारे पास टू वे और फोर वे वाल्व होते हैं और हमें अवश्य देखना चाहिए इसलिए ये इसका मतलब टी टैंक है पी का मतलब पंप है और यह ए और बी लोड पोर्ट पर है लोड या सिस्टम पोर्ट अब आप देखते हैं कि इस वाल्व में दो स्थितियां ठीक हैं इसलिए यदि इस स्थिति में आप देखते हैं कि पंप वास्तव में पोर्ट A से जुड़ा है तो यह टैंक में वापस कैसे आने वाला है इसके माध्यम से नहीं है लेकिन कुछ अन्य मार्ग के माध्यम से जो नहीं दिखाया गया है आप देखते हैं कि हम इसे बनाते है दो स्थिति हैं तो हम इसे दो बक्से से खींचते हैं कभी कभी आपके पास तीन बक्से हो सकते हैं जिसमें एक केंद्रीय स्थिति तटस्थ होती है एक तरफ हमारे पास पंप और टैंक होते हैं दूसरी तरफ हमारे पास लोड पोर्ट होते हैं और यह तीर इंगित करता है कि इनमें से प्रत्येक स्थान जो पोर्ट से जुड़ा है इसलिए इस स्थिति में पंप बी से जुड़ा हुआ है इस विशेष स्थिति में वास्तव में यह ए होना चाहिए था यदि आप इससे मेल खाते हैं और यह वास्तव में होना चाहिए था तो इसका मतलब यह है कि यह आरेख वास्तव में इस विशेष बॉक्स से मेल खाता है जहां यह P है यह A है और यह टैंक सील है इसलिए टैंक को सील कर दिया गया है और B को भी सील कर दिया गया है इसलिए इन्हें सील कर दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ अगली स्थिति में देखें बस उल्टा है इसलिए अब सही स्थिति में है इसलिए सही स्थिति में पंप बी और ए से जुड़ा हुआ है और टैंक सील है इसलिए आपके पास दूसरा है आरेख का बॉक्स इसलिए आप देखते हैं कि एक विशेष हमने क्या हासिल किया है जो स्पूल को स्थानांतरित करके वाल्व के स्पूल को स्थानांतरित करके आप या तो पोर्ट ए को पंप या पोर्ट बी से पंप करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या हासिल किया है और आप स्पूल को कैसे स्थानांतरित करते हैं स्पूल को स्थानांतरित करने के विभिन्न तरीके हैं इसलिए उदाहरण के लिए स्पूल को कभी कभी स्थानांतरित किया जा सकता है आप जानते हैं कि जब हम सिंबल को बनाते हैं तो मान लें कि हम इस सिंबल को खींचते हैं फिर हम स्पूल को कैसे स्थानांतरित करते हैं हम एक सोलनॉइड द्वारा स्पूल को स्थानांतरित कर सकते हैं ठीक है तो हम गतिमान हो सकते हैं यदि हम इस तरह लिखते हैं तो यह एक सोलनॉइड सिंबल है कभी कभी हम उपयोग कर सकते हैं अगर वहाँ हैं तो ये वाल्व बड़े हैं इसके लिए स्पूल को स्थानांतरित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है इसलिए स्पूल शायद या तो चले गए इसलिए इस त्रिभुज का अर्थ है कि उन्हें हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स द्वारा स्थानांतरित किया जाता है यदि इसे भर दिया जाता है तो यह हाइड्रॉलिक रूप से स्थानांतरित स्पूल है तो कभी कभी यह दिशा वाल्व बहुत बड़ा हो सकता है और स्पूल को स्थानांतरित करने के लिए आपको एक और हाइड्रोलिक बल की आवश्यकता होती है यह हाइड्रॉलिक चाल स्पूल त्रिकोण क्षेत्र है यदि त्रिभुज खोखला है तो यह एक वायवीय क्षेत्र है वायवीय रूप से संचालित वाल्व है कभी कभी ये बहुत ही विशिष्ट स्थिति होते हैं कभी कभी हमारे पास हो सकता है इसका मतलब यह हो सकता है कि एक स्प्रिंग है आपको केवल इसे खींचने की जरूरत है इस दिशा में फिर वापसी स्प्रिंग से होती है कभी कभी हमारे पास एक समायोज्य स्प्रिंग होता है ताकि वे सभी प्रकार के स्पूल मूविंग एक्चुएशन तंत्र इस वाल्व के साथ हों आप इसे यंत्रवत् रूप से केवल हाथ से या किसी चीज को धक्का देकर खींचकर लीवर को खींचकर निकालना पसंद कर सकते हैं तो हम फोर वे वाल्व पर आते हैं इसलिए फोर वे वाल्व में यह बिल्कुल वैसा ही है कि अब प्रत्येक स्थिति में ए और बी दोनों पंप और टैंक से जुड़े हुए हैं इसलिए इस स्थिति में पंप B से जुड़ा हुआ है टैंक A से जुड़ा है जबकि इस स्थिति में पंप ए से जुड़ा है और टैंक बी से जुड़ा है तो आप देखते हैं कि अब निर्माण से यह बिल्कुल समान है इसलिए एक ही वाल्व टू वे या फोर वे बन रहा है मूल रूप से ज्यामिति के आधार पर फिर यह कैसे क्यों है यह उसी प्रकार का आंकड़ा है केवल बात यह है कि पहले हमारे पास यह बहुत विस्तृत था तो इसलिए ए को सील कर दिया गया था अब हमारे पास यह एक संकीर्ण के रूप में है इसलिए इस स्थिति में पंप बी से जुड़ा हुआ है और टैंक ए से जुड़ा हुआ है जबकि यदि आप इसे बाईं ओर ले जाते हैं तो पंप ए से जुड़ा हुआ है और टैंक बी से जुड़ा हुआ है इसलिए यह फोर वे वाल्व है अब जैसा कि मैंने कहा कि कई मामलों में आपको वाल्व के माध्यम से दबाव या प्रवाह को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है कभी कभी आपको पता है कि वेग को नियंत्रित करना होगा यदि आप बहुत अधिक भार ले जा रहे हैं तो कभी कभी यह चाहते हैं कि यह केवल उसी ओर बढ़े एक निश्चित गति से इसके लिए आपको प्रवाह नियंत्रण करना होगा यदि आप चाहते हैं और दबाव नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है तो हमारे पास अन्य प्रकार के वाल्व हैं जिन्हें प्रेशर रिलीफ वाल्व और फ्लो कण्ट्रोल वाल्व कहा जाता है इसलिए हम उनमें से कुछ को देखेंगे तो यह एक सरल प्रेशर रिलीज वाल्व है इसलिए आप देखते हैं कि यह इनलेट है यह इनलेट है इसलिए बहुत सरल है यह नाली है सही है तो वास्तव में इस वाल्व को एक पाइप लाइन से जोड़ा जा सकता है यदि आप एक पाइप लाइन से जुड़े हैं तो यह नाली है तो यदि यहाँ दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह विशेष रूप से पॉपेट यह ऊपर धकेल देगा और इसलिए द्रव नाली से होकर गुजरेगा इसलिए चूंकि नाली कम दबाव पर है तुरंत दबाव गिर जाएगा इसलिए उच्च दबाव नहीं बनाया जा सकता है और किस दबाव में यह पॉपेट हिलना शुरू हो जाएगा और लाइन को नाली में खोल देगा जो कि स्प्रिंग और इस पर निर्भर करता है और इस दबाव को पेंच को कस कर समायोजित किया जा सकता है इसलिए यदि आप पेंच को कसते हैं तो स्प्रिंग को पहले से ही एक वैल्यू पर लोड किया जा सकता है और फिर उस समायोजित वैल्यू पर अगर दबाव उस पार हो जाता है तो द्रव नाली से जुड़ जायेगा तो यह सिंबल द्वारा दिखाया गया है कि यह राहत की दिशा है और इससे पता चलता है कि यहां एक समायोज्य स्प्रिंग है तो यह एक बहुत ही सरल दबाव राहत वाल्व है फिर हमारे पास एक पायलट संचालित रिलीफ वाल्व है देखें ताकि यह अधिक जटिल हो इसलिए यहां हम जो कर रहे हैं वह बहुत ही रोचक है तो शुरू में क्या होता है इस स्प्रिंग क्रिया द्वारा आप यहाँ देखते हैं कि वास्तव में एक छोटा छिद्र है जो चित्र में नहीं खींचा गया है जिस व्यक्ति ने इसे खींचा है वह इससे चूक गया इसलिए क्योंकि सामान्य रूप से स्थिर दबाव के लिए यहाँ द्रव दबाव और यहाँ द्रव दबाव समान हैं तो इसलिए इस स्प्रिंग को दबाया जा रहा है और यह वास्तव में बंद है यह आता है और इस पर बैठता है तो तरल पदार्थ इस तरह से गुजर रहा है अब अगर अचानक अचानक बहुत दबाव होता है तो क्या होगा क्योंकि यह संकीर्ण छिद्र है इसलिए यहां और यहां दबाव समान नहीं होगा इसलिए अचानक यदि दबाव बढ़ जाता है तो यह उस बल द्वारा ऊपर धकेल दिया जाएगा और स्वाभाविक रूप से यह खुल जाएगा और तरल पदार्थ टैंक के लिए निकल जाएगा यह टैंक है तो इसलिए अचानक दबाव बढ़ने को नियंत्रित किया जा सकता है दूसरी बात यह है कि अगर अब दबाव है मान लीजिए कि दबाव धीरे धीरे बढ़ता है तो वह घटना नहीं होगी लेकिन फिर एक निश्चित मूल्य पर इस चरण को सील कर दें उदाहरण के लिए इस स्थिति में यह टैंक से जुड़ा है लेकिन इस स्थिति में मान लीजिए कि यह है यह वाल्व इस स्थिति में है इसलिए यह पंप से जुड़ा है यह पंप पुट है इसलिए जब इस स्थिति को छोड़ते हैं तो यह कुछ दबाव बिंदु से जुड़ाता है तो मान लीजिए हमने इसे सील कर दिया है तो फिर ऐसा क्या होता है जैसे जैसे यह दबाव बढ़ता है यह दबाव भी बढ़ता रहेगा और वे एक दूसरे को संतुलित करेंगे एक निश्चित समय पर यहाँ दबाव बहुत अधिक हो जाएगा इस नीडल वाल्व के विरोध करने के लिए तो नीडल वाल्व खुल जाएगा और फिर तरल पदार्थ यह वास्तव में एक खोखला है बिंदीदार रेखाएं देखें इस पर एक खोखला प्रारंभण है तो फिर यह तरल पदार्थ इसके माध्यम से बहेगा और हम समय के साथ बाहर निकल जाएंगे यहां तक कि उच्च स्थिर दबाव भी स्थिर नहीं रह सकता है तो अंत में हमारे पास एक प्रवाह नियंत्रण वाल्व है अब यहां क्या हो रहा है यह हो रहा है कि यहाँ हम चाहते हैं हम प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए आप ठीक देख रहे हैं हैं हम क्या करेंगे हम वास्तव में समय से बाहर चल रहे हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में प्रवाह नियंत्रण वाल्व पर विचार करेंगे अगले पाठ में हम वास्तव में प्रवाह नियंत्रण वाल्व के साथ शुरू करेंगे इसलिए मैं इसे उस समय के लिए छोड़ रहा हूँ यह सिलेंडर है इसलिए हम सिलेंडर के बारे में बाद में बात कर सकते हैं तो यह है यह पिछले तीन चार स्लाइड्स से हम अगले व्याख्यान में भाग लेंगे इसलिए अब हम पाठ समीक्षा पर आते हैं तो आपने आज क्या किया है तो आज हमारे पास मूल हाइड्रोलिक सिस्टम सिद्धांतों को देखा है कि एक पंप का उपयोग करके कुछ दबाव दबावयुक्त तरल पदार्थ बनाया जाता है और वह तरल पदार्थ बहता है उस दबाव को लाइनों के माध्यम से तरल पदार्थ लेने से फैलता है और बनाने के लिए लोड पर लगाया जाता है विभिन्न प्रकार की गति देखते हैं और यह बल को बढ़ाना संभव है लेकिन एक ही समय में ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है हम जिस वेग से बना सकते हैं वह प्रवाह दर द्वारा सीमित हो सकता है जिसे पंप द्वारा वितरित किया जा सकता है उस दबाव में हमने यह भी देखा है कि एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है हमें तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है हमें रेखाओं की आवश्यकता होती है हमें छत की आवश्यकता होती है हमें निश्चित रूप से हमें पंपों और एक्चुएटर की जरूरत है मोटर प्रवाह को करती है हमे द्रव्य के प्रवाह को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है हमें विभिन्न प्रकार के वाल्वों की आवश्यकता होती है और वाल्वों के बीच कुछ वाल्व होते हैं जो प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं और कुछ वाल्व होते हैं जो दबाव और प्रवाह को नियंत्रित करते हैं इसलिए हम पंप और मोटरों को देखते हैं और हमने वाल्व के भाग को देखा है कुछ बिट्स बचे हैं और अंत में हम अगले व्याख्यान में सिलेंडर देखेंगे तो आप विचार कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम पर हाइड्रोलिक्स के मुख्य लाभ क्या हैं कुछ फायदे हैं जो मैंने पहले ही बता दिए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रमुख लाभ यह है कि वे बहुत अधिक कम आकार का उपयोग करके अधिक शक्ति को संभाल सकते हैं इसलिए प्रमुख महत्व और एयरोस्पेस में उपयोग किया जाता है हम अगले पाठ में इस पर चर्चा करेंगे हमने पहचान की है आप हाइड्रोलिक प्रणाली के प्रमुख घटकों की पहचान कर सकते हैं यदि आप एक और तीन प्रमुख प्रकार के पंपों का निर्माण करना चाहते हैं जोकि हमने इस पर चर्चा की है और क्या अलग हैं दिशात्मक वाल्वों का संचालन किया जा सकता है इसलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग दिशात्मक वाल्व हैं एक रस्ते वाले दो रस्ते वाले चार रस्ते वाले तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हम अगले पाठ में इसे जारी रखेंगे